आज उप माइक्रोग्रिड हैं कुछ हमारे परिसर जैसे कुछ आपके परिसर जैसे छोटे समुदाय विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं नवीकरणीय स्रोत और गैर नवीकरणीय स्रोत जो ग्रिड से जुड़े हैं और फिर उन्हें सामंजस्यपूर्ण रूप से सहभागिता करने की आवश्यकता है तो आइए हम PV और उप माइक्रोग्रिड के पारस्परिक क्रिया के साथ साथ कई अन्य स्रोतों पर भी नज़र डालते हैं जो ग्रिड में जुड़े हुए हैं अब उप माइक्रोग्रिड क्या है अब यदि आप एक उप माइक्रोग्रिड लेते हैं जो एक बड़ी इमारत एक बड़ा समुदाय एक बड़ा परिसर स्कूल कॉलेज हो सकता है तो वे सब उप माइक्रोग्रिड के उदाहरण हो सकते हैं उप माइक्रोग्रिड में एक महत्वपूर्ण पोर्ट है स्रोत पोर्ट पोर्ट जहां से बिजली खींची जाती है यह उप माइक्रोग्रिड में इनपुट है एक सिंक पोर्ट है भार जुड़े हुए हैं विभिन्न विभिन्न भार उप माइक्रोग्रिड से जुड़े हैं और यह एक और महत्वपूर्ण पोर्ट है और फिर आपके पास बैटरी की तरह द्वि दिशात्मक पोर्ट भी हो सकते हैं जहां कुछ स्थिति के तहत यह ग्रिड को ऊर्जा पंप कर रहा है और कुछ स्थिति के तहत चार्जिंग के लिए ग्रिड से ऊर्जा ले रहा है कई स्रोत स्रोत पोर्ट हो सकते हैं और कई सिंक पोर्ट हो सकते हैं और स्रोत और सिंक विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र से हो सकते हैं तो एक उप माइक्रोग्रिड में आज उप माइक्रोग्रिड में ये कुछ चुनौतियां हैं जो आप देखेंगे स्रोत अलग अलग हैं इससे पहले अच्छी तरह से परिभाषित एक स्रोत था जो ग्रिड से आ रहा था लेकिन आज भवन पर PV हो सकता है एक छोटी हाइडल प्रणाली हो सकती है छत पर पवन चक्की हो सकती है ये सभी ग्रिड में ऊर्जा दे रहीं हैं ग्रिड में ऊर्जा पंप करने के लिए नियमित साधन ग्रिड भी है और फिर विभिन्न भार बैटरी और UPS जो कभी कभी पावर देते हैं पावर लेते हैं ये सभी जटिल प्रणाली हैं जो ग्रिड से जुड़े हैं तो आपके पास कई स्रोत और सिंक हैं और कभी कभी इस मामले में द्वि दिशात्मक पोर्ट के मामले में हम यह भी नहीं जानते कि कौन सा स्रोत है कौन सा सिंक है किसी दिए गए पॉइंट पर यह स्रोत हो सकता है एक निश्चित समय पर यह सिंक हो सकता है तो सभी पहलु हैं और अभी भी ग्रिड की गुणवत्ता को कैसे बनाए रखें क्या ग्रिड का एक विशेष मान से कम THD हो सकता है क्या यह वेव शेप को बनाए रख सकता है क्या हम यूनिटी पावर कारक में ग्रिड पर पावर डाल सकते हैं क्या हम यूनिटी पावर कारक में ग्रिड से पावर खींच सकते हैं और इस उप माइक्रोग्रिड की विस्तारशीलता अगर मेरी इमारत में बहुत अधिक भार की आवश्यकता नहीं है हम कह सकते हैं कि पड़ोसी भवन को भार की आवश्यकता है क्या आप इस इमारत से दूसरी इमारत में कुछ मात्रा में पावर स्थानांतरित कर सकते हैं ये विस्तारशीलता के मुद्दे हैं जो सामने आएंगे इसलिए उप माइक्रोग्रिड बढ़ता हुआ क्षेत्र है स्मार्ट ग्रिड क्षेत्र के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है आइए हम इनमें से कुछ मुद्दों को देखें और हम इस प्रकरण में एक उदाहरण के लिए एकीकृत चुम्बकीय की मदद लेंगे इस फ्लक्स दर स्विच पर विचार करें यह एक चुंबकीय स्विच है अब हम देखते हैं कि यह क्या है और यह कैसे काम करता है अब इस तरह के एक कोर पर विचार करें यह एक EE कोर है दो EE कोर एक साथ संयुक्त हैं और हम कहते हैं कि मैंने आर्म पर कुछ वाइंडिंग डाल दी है और इसी तरह मैं इस तरह से कुछ वितरित वाइंडिंग लगाने जा रहा हूं अब इसके पार हम ग्रिड को जोड़ते हैं इसलिए यदि मैं ग्रिड को जोड़ता हूं तो मैं एक वोल्टेज एक निश्चित वोल्टेज लगा रहा हूं यह इन टर्मिनल्स के आरपार एक वोल्टेज स्रोत है तो चुंबकीय रूप से क्या हो रहा है तो यह एक चुंबकीय समतुल्य सर्किट है जिसे मैं यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो चुंबकीय कोर के अंदर चुंबकीय रूप से एक dϕdt होता है देखें कि क्या वोल्टेज चुंबकीय ज्ञानक्षेत्र में तय किया गया है जहां तक फैराडे के नियम के अनुसार v N dϕdt N निश्चित किया जा रहा है dϕdt सीधे वोल्टेज से जुड़ा हुआ है इसलिए वोल्टेज स्रोत विद्युत पक्ष पर है तो यह चुंबकीय क्षेत्र में है मेरे पास dϕ1dt स्रोत है अब इन टर्मिनल्स पर मैं भार कुछ भार जोड़ूंगा तो चुम्बकीय रूप से भी ऐसा लगेगा जैसे मैंने एक भार को यहाँ से जोड़ा है तो dϕ1dt जो प्रवाह है इस चुंबकीय सर्किट के माध्यम से बहता है इस कॉयल के माध्यम से यह भाग को इस तरह से और इस तरह से विभाजित करता है इसलिए तदनुसार यहां एक प्रेरित EMF होगा और यहां प्रेरित EMF होगा और विद्युत ज्ञानक्षेत्र में वे एक साथ जुड़ेंगे और भार पर लागू किए जाएंगे अब मैं इस आर्म पर एक और कॉयल यहां समाविष्ट करूंगा मैं यहां इस तरह एक और स्रोत समाविष्ट करूंगा जो dϕ2dt प्रदान करने जा रहा है तो समान रूप से ऐसा लगेगा इस भार के लिए यहाँ एक वोल्टेज है जो dϕ2dt के अनुरूप है एक और वोल्टेज dϕ1dt के अनुरूप है और वे दोनों जुड़ते हैं और यह इस स्रोत पर आ रहे है इसलिए यही है जो यहाँ हो रहा है अब हम कहते हैं मैं यहाँ एक और वाइंडिंग शामिल करता हूँ क्या मैं एक और कॉयल शामिल कर सकता हूं अब यहाँ dϕ1dt इस वोल्टेज स्रोत द्वारा तय किया जा रहा है यहाँ मैं एक और dϕ1dt तय करने के लिए एक और वोल्टेज स्रोत नहीं डाल सकता क्योंकि यह एक एकल आर्म है dϕ1dt केवल एक वोल्टेज स्रोत द्वारा तय किया जा सकता है यह परिलक्षित होता है इसलिए यहाँ मैं एक करंट स्रोत रख सकता हूँ और इस वाइंडिंग में केवल MMF और NNI NI तय कर सकता हूँ इसलिए समानांतर में इस तरह का करंट स्रोत आ सकता है तो यह एक dϕ1dt का हो सकता है लेकिन यह NI को तय कर सकता है जो इस पॉइंट पर इस वाइंडिंग के पार आता है इस प्रकार से करंट की मात्रा को तय कर सकता है जिसे मैं यहां डाल सकता हूं तो यह एक करंट स्रोत की तरह हो सकता है तो यह एक वोल्टेज नियंत्रित स्रोत हो सकता है यह एक करंट नियंत्रित स्रोत होना चाहिए तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हम इस चुंबकीय तत्व का उपयोग कैसे कर सकते हैं अब हम कहते हैं कि मैं अधिक करंट फ़ीड करता हूं यहां वोल्टेज स्थाई है भार पावर मांग रहा है यह MMF प्रदान करेगा जो इस भार में पावर चलाएगा और उतना ही ग्रिड से कम लिया जा सकता है तो ये दोनों इकाइयाँ भार को पावर की आपूर्ति कर सकती हैं और तीसरा घटक यहाँ वोल्टेज नियंत्रित स्रोत भी भार को पावर की आपूर्ति कर सकता है तो आइए हम देखें कि हम इस अवधारणा का उपयोग कैसे कर सकते हैं इसलिए इस समतुल्य सर्किट और इसे देखते हुए यह वोल्टेज नियंत्रित स्रोत इस श्रंखला के स्रोत घटक को प्रभावित कर रहा है इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह एक श्रृंखला क्षतिपूरक है यह dϕ2 dt इस श्रृंखला भाग की इस श्रृंखला EMF की भरपाई करेगा और यह एक शंट क्षतिपूरक है यह इस घटक पर यहाँ प्रभाव में आएगा और इसलिए यह अधिक करंट खींच सकता है या अधिक करंट दे सकता है और इसलिए यह इस शंट क्षतिपूरक की तरह व्यवहार कर सकता है अब मुझे केवल दो स्रोत का प्रकरण लेने दें एक श्रृंखला क्षतिपूरक है जो वोल्टेज नियंत्रित स्रोत है और यह ग्रिड है अब फिलहाल हम कहते हैं कि ग्रिड बंद है तो ग्रिड वहां नहीं है और मुझे यहां केंद्रीय आर्म में एक और वाइंडिंग लेने दें और मैं वहां एक स्विच लगाऊंगा एक साधारण सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच अब यदि आप स्विच को बंद करते हैं तो उस पर वोल्टेज 0 v N dϕdt है इसलिए यहाँ dϕdt को 0 होना चाहिए क्योंकि N 0 नहीं है इसलिए एक बार dϕdt यहाँ 0 है यह हालांकि हैयह आर्म कोर आर्म गायब हो गया है हालांकि इसे बंद कर दिया गया है तो यह फ्लक्स दर स्विच की अवधारणा है जब मैं यहां एक सर्किट को शॉर्ट सर्किट करता हूं तो दूसरी वाइंडिंग मौजूद होनी चाहिए ताकि MMF और dϕdt का स्थानांतरण दूसरी आर्म में हो एक रास्ता होना चाहिए जैसे इंडक्टेंस फ्री व्हीलिंग उस स्थिति में जब आप इसे शॉर्ट करते हैं तो इस आर्म के लिए dϕdt 0 हो जाता है और यह चित्र से बाहर हो जाता है अब जैसे कि यह ही केवल पूरा कोर है अब ग्रिड नहीं है यह इस एकल में पूरे dϕdt की आपूर्ति करेगा UU प्रकार के कोर के समान तो इस पूरे कोर में केवल वोल्टेज dϕdt है जो इस वोल्टेज समतुल्य के अनुरूप है उसे परिचालित किया जाएगा और भार भी सीधे इस से जुड़ा हुआ है क्योंकि ग्रिड वाला भाग शॉर्ट है उस स्थिति में जब ग्रिड बंद हो गई है यह भार को पावर प्रदान कर सकता है तो यह संपूर्ण एकीकृत चुंबकीय योजना मूल सिद्धांत है इसलिए मेरे पास एक आर्म में एक करंट नियंत्रित स्रोत और ग्रिड हो सकता है और वे पावर साझा कर सकते हैं और भार में पावर डाल सकते हैं अब मान लीजिए कि ग्रिड बंद हो जाता है तो मैं इस फ्लक्स दर स्विच का उपयोग इस आर्म को चित्र से हटाने के लिए करूंगा फिर करंट नियंत्रित स्रोत और वोल्टेज नियंत्रित स्रोत मिलकर भार को आपूर्ति कर सकते हैं तो इस तरह से आप इसे UPS की तरह संचालित कर सकते हैं जब ग्रिड नहीं है इन दोनों से भार की आपूर्ति की जाएगी जब ग्रिड होता है तो यह एक श्रृंखला क्षतिपूरक की तरह काम करेगा और इसे स्टेबलाइज़र की तरह दिखाएगा और शंट क्षतिपूरक करंट नियंत्रण को VAR क्षतिपूरक की तरह दिखाया जा सकता है यह करंट नियंत्रित स्रोत पावर के सभी प्रतिक्रियाशील भाग को ले सकता है और ग्रिड केवल सक्रिय भाग दे सकता है इसलिए एक बार करंट नियंत्रित स्रोत प्रतिक्रियाशील भाग को हटा देता है स्वचालित रूप से केवल वह सक्रिय भाग ग्रिड से खींचा जाता है तो आप देख सकते हैं कि आप इस करंट नियंत्रित स्रोत के साथ VAR क्षतिपूर्ति कर सकते हैं तो ये कई उपयोग हैं जो एक इस प्रकार के एकीकृत मैग्नेटिक्स के स्कीमेटिक में हो सकते हैं अब करंट नियंत्रित स्रोतों की संख्या की कोई सीमा नहीं है जिन्हें आप यहां डाल सकते हैं आप यहां कितनी भी संख्या में करंट नियंत्रित स्रोत डाल सकते हैं तो यह कई बहु प्रकार स्रोतों की तरह होगा इसी तरह यहां भी मेरे पास किसी भी संख्या में अलग से करंट नियंत्रित स्रोत हो सकते हैं वोल्टेज नियंत्रित स्रोत केवल एक हो सकता है शेष करंट नियंत्रित स्रोत हो सकते हैं इस तरह से एक ही कोर में अन्य नवीकरणीय ऊर्जाओं से उत्पन्न और संचारित होने वाली पावर अन्य वितरित ऊर्जा संसाधनों को भी समायोजित किया जा सकता है आइए देखें कि ग्रिड की पारस्परिक क्रिया के लिए आवेदन करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है अब इस एकीकृत चुंबकीय प्रणाली पर विचार करें और मैं इसे यहां रखने जा रहा हूं यहां एक ग्रिड है और मेरे पास एक वोल्टेज नियंत्रित स्रोत है और यहां एक करंट नियंत्रित स्रोत है और एक फ्लक्स दर स्विच है और यह भार है और इस करंट नियंत्रित टर्मिनल पर मेरे पास एक PV मॉड्यूल और इन्वर्टर है और इन्वर्टर आउटपुट को एक इंडक्टर के माध्यम से मैं इस टर्मिनल में एकीकृत करता हूं और इन्वर्टर के नियंत्रण के लिए एक SVPWM है आप लाइन करंट लाइन वोल्टेज DC लिंक वोल्टेज को मापते हैं और फिर मैं AC को DC में स्थानांतरित कर सकता हूं हम जानते हैं कि परिवर्तन कैसे करना है ABC से αβ αβ से DQ और फिर यहाँ हम DC DC नियंत्रण क्षेत्र में हैं जैसे हमने पहले चर्चा की थी और इस समकालिक कोण का अनुमान लाइन वोल्टेज से किया जा सकता है तो मेरे पास isd isq vsd vsq होगा और आप वोल्टेज नियंत्रण या करंट नियंत्रण कर सकते हैं इसलिए यदि आपको वोल्टेज नियंत्रण करना है तो आपको दो अतिरिक्त नियंत्रक लगाने होंगे vs या vsdref vsd को वापस दिया जाता है vsqref और vsq को वापस और मेरे पास isd और isq है करंट नियंत्रण के लिए PI नियंत्रक का एक और सेट है ये सभी संभावनाएं है इसलिए आप MPPT कर सकते हैं आप isq को 0 सेट करके यूनिटी पावर कारक कर सकते हैं आप हार्मोनिक निराकरण कर सकते हैं प्रत्येक इन्वर्टर के लिए अनेक संभावनाएं हैं मैं अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग को कैसे समाविष्ट करता हूं हम कहते हैं कि हम एल्गोरिदम में से एक एल्गोरिदम लेते हैं हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम को याद करते हैं जहां हमारे पास एक Pbase था और P का वर्तमान मान ऊपर जा रहा था वही एल्गोरिदम तो आप PV सेंस सर्किट से सेंस करते हैं फिर आप vp और ip देते हैं धीमी RC Pbase प्राप्त करने के लिए तेज RC Pcurrent प्राप्त करने के लिए तेज पावर और धीमी पावर इसे कंपैरेटर के माध्यम से उपयोग करते हैं हम इस खंड आरेख को जानते हैं एक टॉगल फ्लिप फ्लॉप औसत सर्किट इसकी तुलना एक कैरियर से करते हैं और फिर स्विच के माध्यम से इन्वर्टर तक पहुंचाते हैं तो यह सामान्य बात है लेकिन हम क्या कर सकते हैं हम जो कर रहे हैं हम इस स्थिति में कटौती करते हैं और इसे करंट रेफरेंसेस को सीधे देते हैं तो आप देखते हैं कि isd vsd और यह MPPT एल्गोरिथम यहाँ आएगा यह isd या id है और इससे आपके पास आप जानते हैं कि DQ से abc ज्ञानक्षेत्र DQ से αβ αβ से ABC तक कैसे जाना है यह जाता है और इस इन्वर्टर को पावर देता है इसलिए एक बार इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज हमारे रेफरेंस के अनुसार है यहाँ एक इंडक्टर है और फिर यह इस पॉइंट पर इंटरफ़ेस करता है तो यह इस वाइंडिंग को करंट नियंत्रित इंजेक्शन होगा ग्रिड द्वारा वोल्टेज पहले से ही परिभाषित है इसलिए हम श्रृंखला क्षतिपूर्ति भी कर सकते हैं इसलिए हम यहां इन्वर्टर और PI नियंत्रक रख सकते हैं आप आउटपुट से माप सकते हैं और हम कह सकते हैं हम एक शुद्ध साइन को इस तरह परिभाषित करते हैं और फिर हम यहां आउटपुट से फीडबैक ले सकते हैं तो यह श्रृंखला क्षतिपूर्ति इस तरह से संचालित होती है अब हम कहते हैं कि ग्रिड पूर्ण 230 वोल्ट नहीं है और फिर यह संभवतः विकृत भी है अब dϕ1dt यह dϕ1dt है यह वह भाग है जो सीधे ग्रिड प्रतिबिंब से आ रहा है तो आप इसे यहाँ देते हैं इसलिए यह विकृत ग्रिड प्रतिनिधित्व है हम शुद्ध साइन वेव चाहते हैं तो यह माइनस यह होगा कि ग्रिड को कितना सुधारना है या कितना अंतर मान ग्रिड में इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि भार पर वोल्टेज शुद्ध साइन वेव बन जाए तो यह दो शुद्ध साइन और ग्रिड से आने वाली विकृत साइन के घटाव का अंतर अंतर पूर्ती होगा यही यहाँ रेफरेंस बन जाएगा तो यहाँ वोल्टेज आउटपुट वास्तव में इस इन्वर्टर से आ रहा है श्रृंखला क्षतिपूरक से यह dϕ2 dt है तो यह यहाँ वापस दिया जा रहा है और यह अंततः उस मान तक पहुँचने की कोशिश करेगा जो वास्तव में शुद्ध साइन और ग्रिड से आने वाले विकृत साइन के बीच का अंतर है इसलिए यहां यह मान वास्तव में अंतर की पूर्ती करने के लिए बना रहेगा तो यह अंतर जो इस से बना है प्लस विकृत ग्रिड भार पर वोल्टेज बनाएगा जो एक शुद्ध साइन वेव होगी इस तरह से श्रृंखला क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है यहां देखें इसके प्रयोगात्मक परिणाम में ग्रिड वोल्टेज विकृत है सपाट शीर्ष है तो शुद्ध साइन की तुलना में विकृत वोल्टेज और उनके बीच का अंतर वास्तव में यहां क्षतिपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है यह और विकृत ग्रिड मिलकर भार पर वोल्टेज बनाएंगे जो कि शुद्ध साइन वेव होगी तो यह वो यह भार वोल्टेज है कम की गई भार वोल्टेज और विकृत ग्रिड और शुद्ध साइन के बीच अंतर है यह वही है जो आप देखेंगे वाइंडिंग 3 यह यहाँ है वाइंडिंग 4 यह विकृत और शुद्ध साइन के बीच अंतर है इसलिए इन दोनों को जोड़ने पर यह ग्रिड वोल्टेज और भार वोल्टेज को शुद्ध साइन देगा फ्लक्स दर स्विच का संचालन तो हम इस पॉइंट तक कहते हैं आपके पास ग्रिड वोल्टेज था फिर यह एक वोल्टेज था एक श्रृंखला क्षतिपूरक अंतर की पूर्ति कर भार को साइन बनाने के लिए इस पॉइंट पर ग्रिड बंद हो गया अब यह पूर्ण भार ले रहा है क्योंकि फ्लक्स दर स्विच संचालित है और इसने इस R को चित्र से बाहर निकाल दिया है और इस श्रृंखला क्षतिपूरक में पूरी वाइंडिंग आ रही है जो अब एकल और एकमात्र स्रोत के रूप में कार्य कर रहा है और भार को साइन वेव वोल्टेज प्रदान कर रहा है यहाँ पर देखें कि जब यहाँ कोई ग्रिड नहीं था श्रृंखला क्षतिपूरक वोल्टेज नियंत्रित इन्वर्टर द्वारा पूर्ण भार की आपूर्ति की गई थी और फिर इस पॉइंट पर जब ग्रिड चित्र में आया तो यह स्विच फ्लक्स दर स्विच खुल गया और तब ग्रिड W3 के माध्यम से पावर पंप कर रहा है और ग्रिड वोल्टेज में विकृति की पूर्ति करने के लिए शेष पावर W4 के माध्यम से पंप की जाती है और फिर यह स्टेबलाइजर की तरह श्रृंखला क्षतिपूरक के रूप में फिर से जा रहा है तो यह UPS मोड होगा और यह स्टेबलाइजर मोड होगा अब इस करंट नियंत्रित इन्वर्टर के होने से आप शंट क्षतिपूरक प्रभाव देख सकते हैं इसलिए शंट क्षतिपूरक के बिना आप देखेंगे कि यह ग्रिड वोल्टेज है और फिर यह ग्रिड करंट है और वहाँ लैगिंग पावर कारक द्वारा सक्रिय और प्रतिक्रियाशील घटक है अब जब यह शंट क्षतिपूर्ति सक्षम हो जाता है तो आप देखेंगे कि प्रतिक्रियाशील भाग को शंट क्षतिपूरक द्वारा लिया जाता है और स्वचालित रूप से ग्रिड से आप केवल यूनिटी पावर कारक लेंगें तो आप देखते हैं कि यह एकीकृत चुंबकीय सर्किट उप माइक्रोग्रिड प्रणाली में एक बहुत अच्छा योगदान हो सकता है मेरे पास कई स्रोत हो सकते हैं करंट नियंत्रित स्रोत यहाँ करंट नियंत्रित स्रोत यहाँ जो विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से आ रहे हैं जो भार यहां जुड़े हुए हैं उन्हें फीड कर रहा है और यह ग्रिड पोर्ट हो सकता है तो यह एक इकाई हो सकती है और फिर कई इकाइयाँ हो सकती हैं आप देख सकते हैं सिंक स्रोत द्वि दिशात्मक इकाइयाँ और ऐसी कई इकाइयाँ जो एक विस्तारणीय उप माइक्रो नेटवर्क बनाने के लिए एकीकृत की जा सकती हैं कुछ पावर इंटरनेट जैसे